विपणन अनुसंधान और विश्लेषण के कक्षा में आपका स्वागत है पिछले सत्र में हमने स्केल के बारे में चर्चा की स्केल क्या हैं और स्केल के प्रकार क्या हैं और स्केल की क्या भूमिका है अनुसंधान में हमने स्केल के महत्व के बारे में चर्चा की है क्योंकि स्केल एक ऐसा उपकरण है जो यह तय करने में मदद करती है कि आप किस प्रकार के सांख्यिकीय उपकरण को जानते हैं जिसका उपयोग किया जायेगा निष्कर्ष निकालने या कुछ गणना या कुछ सही करने के लिए तो मूल रूप से परीक्षण का प्रकार सांख्यिकीय परीक्षण अध्ययन में प्रयुक्त आपके स्केल और शोध के उद्देश्य पर निर्भर करता है समस्या यह है कि बुनियादी शोध में स्केल समझना बहुत सरल है क्योंकि आपके पास माप की इकाइयाँ हैं लेकिन सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में यह थोड़ा जटिल है क्योंकि बहुत सी बातें बहुत स्पष्ट नहीं हैं इसीलिए यह थोड़ा अस्पष्ट हो जाता है और धुंधला हो जाता है इसलिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि स्केल क्या है और सामाजिक विज्ञान में स्केल कैसे विकसित किया जाए स्केल डेवलपमेंट क्या है मैंने सामाजिक विज्ञान में कोई शोध करने के लिए कहा उदाहरण के लिए मान लें कि आप कार्य संतुष्टि पर एक अध्ययन करना चाहते हैं आपको इसके लिए स्केल विकसित करने की आवश्यकता है जो संतुष्टि एवं अन्य सभी कनेक्टिंग शब्द हो सकते हैं वास्तव में स्केल डेवलपमेंट एक प्रक्रिया है जो यह दर्शाती हैं की प्रश्न के कंस्ट्रक्ट के लिए संभावित प्रतिक्रियाएं क्या हो सकती है स्केल डेवलपमेंट का लक्ष्य यह निर्धारित करना है कि क्या मापा जाना है स्केल डेवलपमेंट के द्वारा उन पैमानोंकी माप और गणना की जा सकती है जो कि शोध प्रक्रिया का बहुत अभिन्न अंग है उदाहरण के तौर पर संतुष्टि अब सवाल यह है कि संतुष्टि को कैसे मापा जाए संतुष्टि को मापने के लिए एक स्केल डेवलप करना होगा जिसे अधिकांशत सामाजिक विज्ञान में अव्यक्त चर कहते हैं यह एक अव्यक्त चर या अव्यक्त कंस्ट्रक्ट भी हो सकता है रसायन विज्ञान में अव्यक्त अर्थात अव्यक्त उर्जा है अव्यक्त मतलब कुछ छिपा हुआ सामाजिक विज्ञान में यह ऊपरी तौर पर स्पष्ट नहीं है क्योंकि यह मानव की भावनाओं विश्वास एवं व्यवहार से संबंधित है जो कि अधिकांशतः अव्यक्त ही होता है स्केल उस मापक उपकरण को जोड़ने वाले बिंदुओं का संयुक्त समूह है अब यह कुछ ऐसा ही है जैसा कि आप एक बुनियादी शुद्ध शोध में करते हैं उदाहरण के लिए वजन की गणना हेतु किग्रा की आवश्यकता होती है इसलिए क्योंकि किग्रा एक मानक इकाई है इसी तरह हमें उन बिंदुओं के एक समूह की आवश्यकता होती है जो प्रतिनिधित्व कर सकते है जिसे हम मेजरमेंट टूल कह सकते हैं यह एक माप जो मान्य है और जिसका उपयोग किया जा सकता है 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं आइटम चर कंस्ट्रक्ट एक आइटम कुछ भी नहीं है लेकिन एक व्यक्तिगत लेख या व्यक्तिगत इकाई विशेष रूप से एक है कि सूची संग्रह या सेट का हिस्सा है आप लोगों से नौकरी की संतुष्टि के बारे में पूछ रहे हैं तो आपको कई पहलुओं के बारे में पूछना होगा जैसे कि आपके घर से दूरी और वहां के माहौल के बारे में इत्यादि हम पूछ सकते हैं कि आपके ऑफिस के सहकर्मी कैसे हैं इसी तरह हम पूछ सकते हैं कि आप अपने वेतन या अपने भुगतान के बारे में कितने खुश हैं अतः यह जो प्रश्न है वह मूल रूप से आइटम है यह आइटम मुख्य रुप से लिस्ट या सेट के संग्रह का हिस्सा है यह पूरा संग्रह संतुष्टि पर कर रहे हैं अतः प्रश्नावली में पूछे गए सभी आइटम मूल रूप से संतुष्टि से ही अंतर संबंधित होंगे जो की संतुष्टि को ही इंगित करेंगे अधिकांशतः लोग वेरिएबल और आइटम में भ्रमित हो जाते हैं वेरिएबल और आइटम में बहुत छोटा सा अंतर है और यह अंतर क्या है जैसा कि वेरिएबल नाम से प्रदर्शित होता है वह मूल्य जो कि परिवर्तित होता है उदाहरण के तौर पर मूल्य परिवर्तन तो यह विशेषताओं की संख्या या मात्रा है जिसे मापा जा सकता है या गिना जा सकता है एक चर उम्र लिंग व्यवसाय की आय जैसे डेटा आइटम कुछ भी सही हो सकते हैं कोई विशेषता गुण नंबर या फिर मात्रा जिसे मापा जा सकता है उसे वेरिएबल कहा जा सकता है जैसे कि आयु वर्ग आय इत्यादि जैसा की कैटेगरी वेरिएबल नॉमिनल डाटा मैं वर्ग हो सकते हैं पुरुष को एक महिला को जीरो या फिर 2 और उसी तरीके से अन्य वेरिएबल जैसे 1000 10000 20000 50000 इत्यादि इसलिए जब आप एक आइटम पूछ रहे हैं जब एक आइटम है और यह आइटम हम कभी कभी संशोधित भी करते हैं सामान्य रूप से हम जो करते हैं हम कहते हैं कि यह चर 1 है यह चर 2 है यह चर 3 है और यह आगे बढ़ता है लेकिन समझते हैं कि मूल आधार चर की कि मूल रूप से बदलता है कंस्ट्रक्ट क्या है यह एक विचार या सिद्धांत है जिसमें विभिन्न वैचारिक तत्व होते हैं अब यह वैचारिक तत्व है आमतौर पर प्रकृति में अमूर्त हो सकता है और व्यक्तिपरक माना जाता है और इसके आधार पर नहीं अनुभवजन्य साक्ष्य अब उदाहरण के लिए जैसा कि मैंने कहा अब संतुष्टि एक कंस्ट्रक्ट के अलावा और कुछ नहीं है कंस्ट्रक्ट कुछ ऐसा है जो मूल रूप से एक समामेलन या कई आइटम का संयोजन है इसलिए अब ये वे आइटम हैं जो कंस्ट्रक्ट संतुष्टि को मापने के लिए हैं क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं जो संतुष्टि है वह क्या है एक एब्स्ट्रेक्ट है अगर मैं आपसे पूछूं कि ईमानदारी क्या है तो यह एक एब्स्ट्रेक्ट है अगर मैं आपसे पूछूं कि यह निष्ठा क्या है तो यह एक एब्स्ट्रेक्ट है तो एक कंस्ट्रक्ट मूल रूप से कुछ ऐसा है जिसे समझना है कि यह एक साथ कई मदों की संख्या है या फिर कह सकते हैं कि वेरिएबल मिलकर कंस्ट्रक्ट बनाते हैं समझ का सही तरीका आइटम है अब प्रत्येक कंस्ट्रक्ट जैसा कि मैंने कहा था कंस्ट्रक्ट छिपा हुआ है यह अव्यक्त संरचना है इसलिए सामाजिक विज्ञान में अधिकांश कंस्ट्रक्ट जो हम करते हैं वह अव्यक्त या फिर छुपे हुए हैं जिसका मतलब है कि आपके पास सीधे मापने का तरीका नहीं है तो यह आप कैसे मापेंगे वह प्रश्न आता है तो आपको कुछ अन्य आइटम के साथ मापने की आवश्यकता है कुछ अन्य आइटम की मदद से इसलिए यह सही है आप एक स्केल कैसे विकसित करते हैं तो स्केल डेवलपमेंट पूरी प्रक्रिया को स्केल डेवलपमेंट कहा जाता है इसलिए जब आप स्केल डेवलप करते हैं तो आप एक सिद्धांत के साथ शुरू करते हैं मान लीजिए कि आप को कर्मचारियों की उत्पादकता का अध्ययन करना है या फ़िर मार्केटिंग के लिए उपभोक्ता की पसंद प्राथमिकता जीवन का मूल्य आदि के बारे में जानना है इन सभी के लिए आप सबसे पहले एक सिद्धांत से शुरुआत करेंगे और आइटम का एक पूल बनाएंगे कृपया इसे रेखांकित करें यह महत्वपूर्ण है आप आइटम का पूल उत्पन्न कर रहे हैं प्रत्येक आइटम एक प्रश्न है जो सिद्धांत से है या किसी अन्य द्वितीयक डेटा से और इसके बाद एक बार जब आप इन आइटम को एकत्र कर लेते हैं इन आइटम का इन आइटम के कारक या कंस्ट्रक्ट के साथ एक मजबूत सहसंबंध होना चाहिए जिन्हें आप को मापना हैI इसका मतलब है कि ये आइटम वास्तव में आपके द्वारा किए गए कंस्ट्रक्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं एक बार आपके पास बड़ी संख्या में आइटम हैं संतुष्टि को मापने के लिए मान लीजिए कि हमारे पास बड़ी संख्या में आइटम हैं मान लें कि 10 आइटम अब सवाल यह है कि सभी 10 लागू नहीं हो सकते हैं इसलिए वहां जो हम करते हैं वह एक है गुणात्मक निर्णय या उदाहरण के लिए कुछ सांख्यिकीय उपायों के माध्यम से खोजकर्ता कारक विश्लेषण जो मैं होगा समझा रहा हूँ डेटा कमी तकनीक डेटा संक्षेप है तकनीक हम आइटम की संख्या को कम करते हैं और इसे न्यूनतम पर रखते हैं जो बताते हैं एक बार और बेहतर तरीके से कंस्ट्रक्ट करें एक बार जब हम हमारे पास आइटम होते हैं तो हम डेटा एकत्र करते हैं ठीक उत्तरदाताओं के पूल के एक सेट से डेटा एकत्र करें फिर अगला हम एक सांख्यिकीय आचरण करने की कोशिश करते हैं विश्लेषण ठीक है तो इसका मतलब है कि यह मूल रूप से है जो हम शुरू में कर रहे हैं हम हैं हम कहते हैं तो हम हैं सिद्धांत के साथ शुरू किया कृपया देखें कि किसी भी शोध को केवल तभी सही माना जाएगा जब वह स्पष्ट रूप से डिडक्टिव अनुसंधान है इंडक्टिव अनुसंधान अलग है हम जानते हैं कि हम एक सिद्धांत कहां विकसित करते हैं डिडक्टिव अनुसंधान में शोधार्थी द्वारा किए गए शोध अधिकांशत है एप्लीकेशन आधारित होते हैं यहां हम जो कर रहे हैं वह सिद्धांत के आधार पर है और फिर हम परीक्षण करते हैं कि क्या यह पहले से मौजूद सिद्धांत से मेल खा रहा है या नहीं इसलिए सिद्धांत हमारे पास है और तब हमारे पास आइटम थे और फिर हमने आइटम घटाए और हो सकते हैं आइटम को सीमित संख्या तक कम करने के लिए लाया और फिर उसके बाद हमने इसे सही तरीके से परखा और सही परीक्षण के बाद पहले आप डेटा एकत्र करते हैं और आपके द्वारा परीक्षण किए गए डेटा को इकट्ठा करने के बाद भी कहा है कि आप डेटा को यहाँ और फिर शुद्ध करते हैं तो एक बार जब आप यह कर लेते हैं तो आप अंत में विश्वसनीयता और वैलिडिटी दो शर्तों के लिए जांच करते हैं जब आप एक स्केल बनाने या विकसित करने के बारे में जानने के लिए आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है स्केल जो बहुत महत्वपूर्ण हैं विश्वसनीयता और वैलिडिटी या वैलिडिटी और विश्वसनीयता विश्वसनीयता नहीं है और वैलिडिटी रिवर्स वैलिडिटी और विश्वसनीयता हम इसे अभी इस सत्र में ठीक प्रक्रिया में सीखेंगे इसलिए अंत मे स्केल बनाया जIयेगा है तो चलिए देखते हैं स्केल तत्व में अलग अलग चरणों में हमने इसके बारे में बात की थी कंस्ट्रक्ट फिर से यहां परिभाषित किया है काल्पनिक चर में उन घटक प्रतिक्रियाओं या व्यवहारों का एक सेट शामिल होता है जिनके बारे में सोचा जाता है जो संबंधित हो ताकि जो आइटम मैंने कहा था कि वे कुछ थे कंस्ट्रक्ट के साथ संबंध चलो संतुष्टि ठीक है यह की एकीकृत प्रक्रिया है एक चर के व्यक्तिपरक गुणों की पहचान करना तो मात्रात्मक दृष्टिकोण हम पहले सिद्धांत से शुरू करते हैं तो हम इसके बारे में व्यक्तिपरक समझ रखते हैं कंस्ट्रक्ट डेवलपमेंट का लक्ष्य है ठीक से पहचानें और परिभाषित करें कि क्या मापा जाना है तो यह आपको समझने में मदद करता है कि क्या है जिस आइटम को मापना है तो सभी की आवश्यकता नहीं है जब आप आइटम को डेवलप कर रहे हैं वे वास्तव में कंस्ट्रक्ट को परिभाषित नहीं कर सकते हैं जो एक बार हैं जो वास्तव में आवश्यक हैं और वे वास्तव में उस कंस्ट्रक्ट के अर्थ को परिभाषित और व्याख्या करते हैं जो हम करते हैं तो पहले तीन चीजों की प्रक्रिया में कंस्ट्रक्ट एब्स्ट्रेक्टनेसडाइमेंशनलिटी और वैलिडिटी को कंस्ट्रक्ट करो एब्स्ट्रेक्टनेस क्या कहती है यह डिग्री को कहते हैं कंस्ट्रक्ट में ठोस बनाम व्यक्तिपरक गुण होते हैं अधिक व्यक्तिपरक सार और सामाजिक विज्ञान वास्तव में यही होता है डाइमेंशनलिटी हम कहते हैं कि यह पहचानने योग्य और मापने योग्य घटक है अब शोध में एक स्केल होना चाहिए एक स्केल प्रश्न या एक आइटम औसत दर्जे का पहचान योग्य पुन पेश करने में सक्षम होना चाहिए I इसे दोहराने या पुन पेश करने सामान्य करने योग्य अधिकार होना चाहिए ये उन आइटम की विशेषताएँ हैं जिन्हें आप उपयोग कर रहे हैं तीसरा कंस्ट्रक्ट वैध होना चाहिए इसलिए कई परीक्षण हैं जो आगे बताएंगे तो इसे मान्य होना चाहिए अब मान्य से क्या मतलब है चाक इस बोर्ड पर लिखने के लिए एक मान्य साधन है या नहीं इसलिए मुझे मार्कर की मदद से लिखना चाहिए अब एक और सामग्री भी हो सकती है उदाहरण के लिए कुछ मार्कर जिन्हें रगड़ा या साफ नहीं किया जा सकता है क्या स्थायी मार्कर हैं क्या उस बोर्ड में इसका उपयोग किया जाना चाहिए क्या यह मान्य साधन नहीं है तो सही वैध साधन केवल यह है इस तरह का मार्कर सही है इसलिए आपको उस स्केल को समझना होगा जो विकसित करना वैध हो और फिर यह विश्वसनीय होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी के 4 भाग हैं कंटेंट वैलिडिटी डिस्क्रिमिनेटिव वैलिडिटी कन्वर्जेंट और नोमोलॉजिकल वैलिडिटी तो मूल रूप से यह कंस्ट्रक्ट है इसलिए कंस्ट्रक्ट इस मामले में संतुष्टि हैं और विपणन में विश्वास सबसे अधिक बार इस्तेमाल किया जा सकता है कंस्ट्रक्ट क्योंकि यह हर क्षेत्र में उपयोग किया जाता है तो अब कंटेंट की वैलिडिटी क्या है यह कहता है व्यक्तिपरक व्यवस्थित मूल्यांकन एक कंस्ट्रक्ट के मापनीय घटकों का कितना अच्छा प्रतिनिधित्व करता है कंस्ट्रक्ट इसका मतलब है कि जिन आइटम का आप उपयोग कर रहे हैं वे वास्तव में मापने में आपकी सहायता करेंगेहै जिसे आप जानते हैं कि आइटम वैलिडिटी है अब यह नाटक फिल्म या चित्र या किसी शो की तरह है सामग्री अधिकार हम कहते हैं कि कितना अच्छा है सामग्री जो सामग्री खराब या खराब है फिर भी अवधारणाएं समान हैं लेकिन फिर यह परिभाषित नहीं करता है इसी तरह अगला हम इस अगले एक नोमोलॉजिकल वैलिडिटी पर चलते हैं अब नोमोलॉजिकल क्या है वैलिडिटी नोमोलॉजिकल की वैलिडिटी का मतलब है कि आप जो भी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं या आप जो भी हैं अनुमान है कि बड़े में सिद्धांत के अनुरूप होना चाहिए मूल्यांकन कैसे एक विशेष रूप से अच्छी तरह से अन्य स्थापित कंस्ट्रक्ट के साथ नेटवर्क का कंस्ट्रक्ट करें जो संबंधित हैं लेकिन अलग अलग हैं इसलिए सैद्धांतिक रूप से जो कुछ भी साबित हुआ है अब जो कुछ भी आपने साबित किया है अगर यह सच हो रहा है कि हाँ x y z है यह कहा और अब हम भी इसी तरह के निष्कर्ष पर आए हैं फिर जहां हम कहते हैं कि नोमोलॉजिकल की वैलिडिटी है कि कुछ ऐसा है जिसके सिद्धांत सही है अगर यह नहीं है तो हम कहते हैं कि यह खिलाफ है लेकिन कुछ ऐसा है जो मेरे पास है यहाँ व्याख्या नोमोलॉजिकल की वैलिडिटी महत्वपूर्ण है लेकिन यह ऐसी चीज है जो मेरी व्यक्तिगत है राय क्योंकि हर समय यदि आप नोमोलॉजिकल की वैलिडिटी का पालन करते हैं तो इसका मतलब है कि अनुसंधान के नए क्षेत्र को परिभाषित करने या पूरी तरह से कुछ नया जानने की कोशिश करने की बहुत कम संभावना है पूरी तरह से नई बात के लिए नोमोलॉजिकल वैलिडिटी ठीक से फिट नहीं हो सकती है तो अगला है कन्वर्जेंट वैलिडिटी अब कन्वर्जेंट वैलिडिटी क्या है इसलिए यदि आप शब्द से समझ सकते हैंकुछ ऐसा है यह कन्वर्जेंटतो कंस्ट्रक्शन में कंवर्ट कर रहे हैं अब क्या होना है यह कहते हुए कि आइटम ठीक है 1 2 और 3 माप प्रदर्शित करना एक ही के विभिन्न उपायों के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंधी एक ही के विभिन्न उपायों का कंस्ट्रक्ट करता है कंस्ट्रक्ट जैसा कि मैंने कहा है कि आइटम 1 2 और 3 हैं अब कन्वर्जेंट की वैलिडिटी क्या है वे कन्वर्जेंट कर रहे हैं कि क्या परस्पर संबंध है यदि कोई संबंध है तो इसका मतलब है कि हम कहेंगे कि वे सभी उसी ओर बढ़ रहे हैं दिशा जिसका मतलब है कि वे जिस उद्देश्य से अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं वे ठीक उसी तरह करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए क्या बनाया गया था लेकिन मान लीजिए कि हम में से दो के बीच खराब सहसंबंध है आइटम सही है तो क्या होता है हम कहेंगे कि इसका मतलब हम समझेंगे कि उनमें से एक है कम से कम अगर कोई सहसंबंध या खराब सहसंबंध नहीं है जिसका अर्थ है कि वे वास्तव में परिभाषित नहीं कर रहे हैं कंस्ट्रक्ट उनमें से एक को कम प्रासंगिकता मिली है यह गलती है और हमें यह पता लगाने की आवश्यकता है कि यह सहसंबंध खराब क्यों है क्योंकि अगर यह यू की तरह है तो परिवार के सदस्यों को समझना आसान है अगर यह एक परिवार से है तो वहाँ होना चाहिए सदस्यों के बीच उच्च सहसंबंध अगर एक ही परिवार के सदस्यों के बीच एक खराब सहसंबंध है तो एक परिवार के सदस्यों का कहना है कि खराब संबंध है इसका मतलब है कि हम अपनी समझ को स्पष्ट कर रहे हैं कि वे उस परिवार से नहीं हो सकते हैं वह दूसरे परिवार से हो सकता है और यह समझने के लिए हमारी तरफ से गलती हो सकती है डिस्क्रिमिनेटिव वैलिडिटी एक ऐसी चीज है जहां यह कहता है कि एक कंस्ट्रक्ट को अन्य कंस्ट्रक्ट से अलग होना चाहिए जो यह कहता है किकंस्ट्रक्टमें दो अन्य कंस्ट्रक्ट के साथ संबंध ठीक नहीं है मान लीजिए आपकेकंस्ट्रक्टको ईमानदारी कहते हैं और विश्वास योग्य कहते हैं अब उन दो भरोसेमंद ठीक विश्वास पर विश्वास करते हैं या कभी कभी ईमानदारी या वफादारी के बारे में बताते हैं अब कभी कभी यह हमारे समान दिखता है यदि वे बहुत समान हैं तो बिंदु यह है कि हमें क्या करना चाहिए दो अलग हमारे पास केवल एक कंस्ट्रक्ट हो सकता है फिर कंस्ट्रक्ट के भीतर की आइटम का उनके बीच मजबूत संबंध भी होगा लेकिन ऐसा तब होता है जब हम मौलिक रूप से गलत होते हैं क्योंकि इसका मतलब है कि दो कंस्ट्रक्ट की आवश्यकता नहीं है तो यहाँ क्या होता है हम कंस्ट्रक्ट के बीच सहसंबंध के लिए सही जाँच करेंगे कंस्ट्रक्शन के बीच कंस्ट्रक्ट के बीच सहसंबंध को बहुत खराब सहसंबंध होना चाहिए जो कि सह संबंधित नहीं होना चाहिए यह एक दूसरे के लिए दूर होना चाहिए तो उदाहरण के लिए आइटम पीढ़ी पैमाने विकास में कदम आइटम की संख्या कितनी आइटम का उत्पादन किया जाना चाहिए कितने प्रश्न उत्पन्न होने चाहिए इसका उत्तर देना असंभव है लेकिन अंतिम नियम की तुलना में अंगूठे का नियम 3 से 4 गुना बड़ा है तो मैं आपको बता दूं मान लीजिए कि आपने प्रत्येक कंस्ट्रक्ट को ऐसा बताया है कि आप प्रत्येक के लिए इस तरह समझ सकते हैं कंस्ट्रक्ट में एक आइटम को मापने के लिए कम से कम 3 आइटम हैं या एक कंस्ट्रक्ट में कम से कम तीन आइटम हैं यदि आपके पास 3 आइटम से कम है तो जाहिर है कि आपको पता है कि स्पष्टीकरण शक्ति कम हो जाएगी और यह कह रहा है कि यह तीन में से न्यूनतम है आइटम नहीं है हालाँकि कभी कभी 2 आइटम का भी उपयोग किया गया है आप इसे भ्रमित नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी 2 आइटम हैं जिनका निर्माण किया गया है लेकिन यह एक अनुकूल तरीका नहीं है एक आइटम को मापने के लिए कंस्ट्रक्ट में कम से कम 3 आइटम होते हैं या कम से कम एक कंस्ट्रक्ट होता है यदि आपके पास 3 आइटम कम हैं तो स्पष्ट रूप से आप जानते है पावर कम हो जाएगी हो जाएगी और यह है कि न्यूनतम तीन आइटम है यद्यपि कभी कभी 2 आइटम का भी उपयोग किया गया है क्योंकि आप भ्रमित नहीं हो सकते हैं वहाँ 2 आइटम हैं जो कंस्ट्रक्ट किया गया है लेकिन यह एक अनुकूल तरीका ठीक नहीं है अब यह एक बहुत ही लोकप्रिय SERVQUAL सेवा गुणवत्ता उदाहरण है जो मैंने लिया है इसलिए शुरू में अगर आप देखें प्रारंभ में 10 डाइमेंशनलिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं अब इस प्रक्रिया में हमने एक बार किया आप पहचानते हैं कि इस 10 अधिकार के लिए 97 आइटम थे अंत में केवल 5 आयामों को बनाए रखा गया था ऐसा क्यों कि केवल 5 आयामों को बनाए रखा गया था क्योंकि बाकी 5 अच्छे से समझा नहीं रहे थे शोधकर्ता की आवश्यकता का अधिकार केवल 22 द्वारा बनाए गए मदों की संख्या और क्या थे ये 5 आइटम मूर्त हैं और ये पाँच मूर्त हैं विश्वसनीयता जवाबदेही आश्वासन सहानुभूति यह परशुरामन स्केल है और ये 5 ऐसे हैं जिन्हें सही हटा दिया गया था और प्रत्येक आइटम में प्रत्येक कंस्ट्रक्ट की ये संख्या थी प्रत्येक कंस्ट्रक्ट में 4 5 4 4 5 आइटम हैं अभी मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि यदि आपने अध्ययन में तीन मापों का कंस्ट्रक्ट किया है प्रत्येक कम से कम 3 से 4 आइटम का कंस्ट्रक्ट करता है इसलिए इसका मतलब है कि आपको 12 प्रश्न अच्छे होने चाहिए सही कृपया जनसांख्यिकी भाग को भूलकर लोकतांत्रिक भाग को विशेष रूप से इसमें न जोड़ें यह कंस्ट्रक्ट करने के लिए विशेषता अच्छा आइटम है आइटम असाधारण रूप से लंबा नहीं होना चाहिए पढ़ना मुश्किल नहीं होना चाहिए अगले अनुसरण में हो सकता है जैसे प्रश्नावली में कुछ आइटम बेमानी हैं इसलिए यह नहीं है नकारात्मक प्रश्न नहीं होना चाहिए या नकारात्मक वस्तु नहीं होनी चाहिए यह दोहरा नहीं होना चाहिए हम कुछ देखेंगे अब वैलिडिटी महत्वपूर्ण है इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि वैलिडिटी साधन के रूप में हैअब एक आदर्श वैलिडिटी में आवश्यकता होनी चाहिए कोई माप त्रुटियां नहीं हैं जिसका अर्थ है कि माप त्रुटियां कुछ ऐसी हैं जैसे कि नहीं होनी चाहिए कोई व्यवस्थित या यादृच्छिक त्रुटि न हो अब हम देखते हैं कि यह रैंडम त्रुटियाँ मूल रूप से हैं व्यक्तियों की वर्तमान मनोदशा में उतार चढ़ाव जैसी कुछ चीज यह यादृच्छिक है भ्रांति या सवालों की गलतफहमी को वह अच्छी तरह से समझ नहीं पाया है व्यक्तियों का मापन अलग अलग दिनों में या अलग अलग जगहों पर ये त्रुटियां हैं जो यादृच्छिक त्रुटि के कारण होंगी लेकिन व्यवस्थित त्रुटि तब होगी जब माप की प्रवृत्ति की ओर झुकाव होगा माप की शैली सहित त्रुटि के उदाहरण आत्म प्रचार की ओर प्रवृत्ति स्वयं को बढ़ावा देना सहकारी रिपोर्टिंग और एक दूसरे के अधिकार में मदद करना और यह एक तरह का साधन है मूल रूप से धोखा और अन्य वैचारिक चर इतनी व्यवस्थित त्रुटि और यादृच्छिक त्रुटि होनी चाहिए न्यूनतम ठीक है अब हम कंटेंट वैलिडिटी पर चलते हैं कंटेंट वैलिडिटी सब्जेक्टिव है लेकिन स्केल की सामग्री हाथ में माप कार्य को कितनी अच्छी तरह दर्शाती है इसका व्यवस्थित मूल्यांकन हमने इस पर चर्चा की थी मानदंड की वैलिडिटी इस बात को दर्शाती है कि क्या कोई संबंध में अपेक्षित प्रदर्शन करता है अन्य चर के रूप में अर्थ पूर्ण मानदंड यह महत्वपूर्ण है अब आप जो मानदंड कह रहे हैं वह यह है कि इसके लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि समवर्ती कभी कभी मानदंड के रूप में उपयोग किया जाता है दो प्रकार की वैलिडिटी फिर से समवर्ती वैलिडिटी और भविष्य वैलिडिटी उदाहरण के लिए इसका मतलब है मान लीजिए मैं अच्छा छात्र हूं मेरा स्कोर अच्छा है आइए जीआरई परीक्षा में कहें यह कोई है भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मैं एमएस या पाठ्यक्रम में अच्छा करूंगा कि मैं इसमें शामिल हो गया हूं तो यह क्यों है मापदंड वैलिडिटी आपको भविष्य में एक तरह से पूर्वानुमान लगाने में मदद करती है आप इसे सही समझ सकते हैं यह दर्शाता है कि क्या स्केल उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करता है अगर मैंने जीआरई में अच्छा किया है तो मुझे भी अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो मैं समझता हूं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी वास्तव में कुछ है जो संयोजन है इन तीनों में इसलिए कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में कन्वर्जेंट वैलिडिटी शामिल है इसलिए जहां आइटम होना चाहिए परिवर्तित करना ताकि आइटम के बीच उच्च स्तर का संबंध हो नोमोलॉजिकल की वैलिडिटी सैद्धांतिक रूप से समझाएं और जो आपको मिलता है वह समान होना चाहिए भेदभावपूर्ण वैलिडिटी मैंने बताई कंस्ट्रक्ट के माध्यम से अब अगर आप उस हद तक देख सकते हैं जो कंस्ट्रक्ट के साथ सहसंबंधी है इसलिए यह आइटम के बीच नहीं है बल्कि यह कंस्ट्रक्ट के बीच है इसलिए सामग्री की वैलिडिटी विशेषज्ञ मूल्यांकन के माध्यम से की जाती है जहां प्रयोज्यता क्या है आइटम वास्तव में कंस्ट्रक्ट का प्रतिनिधित्व कर रहा है या नहीं यह विशेषज्ञ मूल्यांकन के माध्यम से किया जाना है फेस वैलिडिटी भी उसी के समान है यहाँ हम मापते हैं कि क्या वास्तव में आइटम हैं कंस्ट्रक्ट को मापने के लिए इसलिए यहां भी हम केवल विशेषज्ञ की राय लेते हैं इसलिए कभी कभी लाइन होती है अंतर बहुत पतला है इसलिए सामग्री और विशेषज्ञ को कई बार समान रूप से विश्वसनीयता होने के लिए लिया जाता है विश्वसनीयता कि यह पेन उदाहरण है सबसे पहले हम पाएंगे यह मान्य है अब यह विश्वसनीय है अब एक और उदाहरण लेते हैं अन्यथा आपके पास होना चाहिए जब आप एक मशीन और अपने वजन की जांच करते हैं तो विभिन्न स्थानों पर अपना वजन करें अधिक या कम एक ही वजन कहता है तो आप कहते हैं कि मशीन विश्वसनीय है लेकिन मान लीजिए कि वहाँ स्कोर में बदलाव है तो आप कहते हैं कि यह मशीन विश्वसनीय नहीं है बिंदु एक ही मूल्य दे रहा है या एक ही चीज़ को बार बार मापने की कोशिश कर रहा है अगर यह एक ही स्कोर बार बार दे रहा है तो हम कहते हैं कि उपकरण विश्वसनीय है अब आप देखते हैं कि यह कहा गया है यह वह सीमा है जिस तक उपाय यादृच्छिक त्रुटि से मुक्त हैं उपाय पूरी तरह से विश्वसनीय अधिकार है उदाहरण के लिए कोई यादृच्छिक त्रुटि नहीं होनी चाहिए मशीन है कि आप वजन को मापने पर खड़े हैं इसमें कोई यादृच्छिक त्रुटि नहीं होनी चाहिए उसी तरह की त्रुटि देनी चाहिए यदि व्यवस्थित त्रुटि है तो हम अभी भी इसे सही तरीके से संभाल सकते हैं इसलिए यहां अलग क्या हो रहा है विश्वसनीयता परीक्षण के उदाहरण के लिए इसे फिर से परीक्षण करते हैं तो 2 अलग अलग समय आप इसे कब परखें आप दो अलग अलग समयों का परीक्षण करते हैं उनके मूल्यों को देखें अगर बहुत अंतर नहीं है तो आप कहते हैं कि यह है विश्वसनीय बात हैं वैकल्पिक फ़ंक्शन विश्वसनीयता स्केल के दो समकक्ष रूपों का कंस्ट्रक्ट किया जाता है और एक ही जवाब दो अलग अलग समय पर मापा जाता है अब ये दो अलग अलग रूप हैं कृपया अर्थ के साथ भ्रमित न हों यहां दो समान हैं दो अलग अलग समय पर स्केल की आइटम की स्थिति और दो मापों के बीच समानता की डिग्री दृढ़ संकल्प में और यहाँ हम जो कर रहे हैं वही दो अलग अलग समयों में प्रतिसाद देता है इसलिए आपको पता है कि आपकी एक परीक्षा है और फिर आप एक और परीक्षा करेंगे विधि और आप स्कोर को देखेंगे या आपके पास एक ही विधि दो अलग अलग समय 3 है समय और स्कोर की जाँच करें इसलिए यदि आप पाते हैं कि कोई अंतर है तो त्रुटि है इसलिए ये हैं त्रुटियाँ उचित नहीं हैं या ठीक नहीं होनी चाहिए आंतरिक स्थिरता कुछ इस तरह है सबमिट किए गए स्केल के विभिन्न भाग सुसंगत हैं जिसमें वे संकेत देते हैं आंतरिक स्थिरता केवल उच्च होगी कृपया याद रखें जब आइटम के बीच एक उच्च सहसंबंध होता है तो केवल आंतरिक स्थिरता होगी क्योंकि प्रस्तुत स्केल फिर से कहेगा कि कंस्ट्रक्ट होगा जो भी परिणाम का कंस्ट्रक्ट होता है अगर आप इसे एक साधारण प्रतिगमन या एक जैसे व्यक्ति पर करेंगे एकाधिक प्रतिगमन इसलिए यदि आप अलग अलग सरल करते हैं तो एकाधिक प्रतिगमन करने के बजाय प्रतिगमन और जो भी मूल्य आपको मिलते हैं और आप एक से अधिक प्रतिगमन और जो भी मान लेते हैं आपको मिलता है वही है तो हम कमोबेश यही कहेंगे कि वे एक ही परिणाम दे रहे हैं बंटवारा कुछ ऐसा है जहां डेटा को दो भागों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक भाग की जाँच की जाती है तुलना परिणामों की तुलना एक समान के साथ की जाती है फिर कहते हैं कि विश्वसनीयता है दो में ठीक है आधा और परिणामी आधे स्कोर सहसंबद्ध हैं गुणांक अल्फा क्रोनबैच का अल्फा है मूल रूप से सभी संभावित आधी तकनीकों या गुणांक के औसत के अलावा कुछ भी उत्पन्न नहीं है तो यह एक औसत है अब कहा जाता है कि सामाजिक विज्ञान के लिए यह होना चाहिए जब मैंने कहा कि यह 07 है एक लोकप्रिय कागज के साथ Nonaly का था और आप कह सकते हैं कि लगभग 06 या इसके बाद के संस्करण कहीं भी हो सकते हैं विश्वसनीयता की एक अच्छी मात्रा पर विचार लेकिन आइटम के बीच संबंध ठीक नहीं है तो यह विश्वसनीय और वैध दोनों कहता है यह विश्वसनीय है मशीन यह एक विश्वसनीय है के भीतर गिर रही है लेकिन आपको पता है कि यह विश्वसनीय है लेकिन मान्य नहीं है कि इसे कहीं और किया जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है एक बिंदु पर हालांकि वह डेटा देता है कि वह जो दे रहा है वह कमोबेश एक ही है इसीलिए वे हैं विश्वसनीय लेकिन वे वैध नहीं हैं तीसरा मामला यह कह रहा है कि न तो विश्वसनीय है और न ही वैध है और न ही लक्ष्य के लिए और नहीं वे भी एक ही स्कोर दे रहे हैं अंत में हम एक पूर्व परीक्षण करते हैं पूर्व परीक्षण आमतौर पर यह जांचने के लिए किया जाता है कि क्या हमारा उपकरण सही है या नहीं और यहाँ ऐसा करते समय आप फिर से शोधकर्ताओं के दिमाग को भ्रमित करना जानते हैं एक पूर्व परीक्षण के लिए नमूना आकार क्या होना चाहिए आम तौर पर नमूना आकार 10 के रूप में सही लेता है यदि ऐसा है आपके पास 300 है इसलिए 30 पूर्व परीक्षण या पायलट परीक्षण के लिए आपका नमूना आकार ठीक हो सकता है लेकिन पायलट परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समझता है कि मैं जो कर रहा हूं वह सही है मेरी प्रक्रिया है ठीक है तो ये सब मैंने आपको सही समझाया है और यही है केवल आरेखीय रूप आप बाद में इसे सही तरीके से भी जांच सकते हैं यह त्रुटि के लिए संभावित स्रोतों में से कुछ है व्यक्तिगत कारक स्थितिजन्य कारक स्केल की स्पष्टता की कमी के कारण त्रुटियां हो सकती हैं यांत्रिक कारक जैसे खराब पेंटिंग कई आइटम क्लब के लिए एक साथ सही या अधिक भीड़ इन में से कुछ हैं और कैसे प्रशासक के रूप में प्रभावी रूप से साक्षात्कारकर्ताओं में आयोजित के रूप में अध्ययन ये सभी बातें अलग अलग बिंदु हैं जिनके माध्यम से स्केल में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं एक को इस त्रुटियों को कम करने के लिए बहुत स्पष्ट होना चाहिए आखिरकार जब हम जानते हैं कि आप का पुनर्कथन है सत्र ऐसा होता है जैसे कि वह स्केल क्या होता है जो मूल रूप से आइटम है जो कि वैरिएबल क्या है सही कंस्ट्रक्ट करें जो संबंध का आधार है जो सहसंबंध है उसे सही और कैसे कहा जाता है एक कंस्ट्रक्ट करता है जो वास्तव में इसका कंस्ट्रक्ट होता है यह प्रकृति में छिपा या अव्यक्त है और आप कैसे करते हैं इसे मापें कि 06 के ऊपर या इससे ऊपर वास्तविकता का मूल्य होना चाहिए जो सामाजिक विज्ञान में काफी अच्छा है यदि आप एक गैर सामाजिक विज्ञान पर जाते हैं तो यह बहुत अधिक होना है यह फिर से एक और अंतर है जो मैंने एक व्याख्यात्मक स्थिति के लिए नहीं कहा था यह 06 है लेकिन इसके लिए अनुरूपता है तो अनुरूपता कारक विश्लेषण जो कुछ समय बाद होगा यह स्पष्ट रूप से थोड़ा अधिक होना चाहिए क्योंकि यह पहले से ही एक परिभाषित स्केल है जो पहले से ही सिद्ध है तो ये सभी चीजें समझें और आपको एक पायलट परीक्षण करना होगा ताकि आइटम की संख्या कम हो मदों की संख्या उन्हें कम करती है फिर पायलट परीक्षण करते हैं और फिर अंत में एक निष्कर्ष पर आते हैं और फिर इस स्केल का उपयोग करें और विश्वसनीयता के लिए इस स्केल की जांच करें और फिर यह एक बन जाता है सार्वभौमिक रूप से छोड़े गए स्केल और इस स्केल को तब अगले कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है